आगे हम पीओपी इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे तो यह पुश का ठीक उल्टा होता है तो पुश इंस्ट्रक्शन के केस में हम रजिस्टर जोड़े के कंटेंट को stack में save करते हैं पॉप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके हम रजिस्टर जोड़े के वैल्यू को स्टैक से निकालते हैं पॉप रजिस्टर के जोड़ों के साथ काम करता है ना कि किसी एक रजिस्टर के साथ तो यह इस तरह से काम करता है कि यह स्टैक के द्वारा पॉइंट किए हुए मेमोरी लोकेशन से कंटेंट को कॉपी करता है और ई रजिस्टर तक पहुँचाता है फिर स्टैक प्वाइंटर को इंप्लीमेंट करें तब यह उस स्टैक प्वाइंट की मेमोरी लोकेशन से डी रजिस्टर में कंटेंट कॉपी करेगा और फिर से स्टैक प्वाइंटर को इंप्लीमेंट करेगा तो अगर हम इसमें देखें जैसे कि यह स्टैक है और यह मेमोरी लोकेशन है तो स्टैक प्वाइंटर अब इस जगह पर पॉइंट कर रहा है तो जब हम अब पॉप D करेंगे तो इस लोकेशन से कंटेंट सबसे पहले E रजिस्टर पर जाएगा यह एक D E का जोड़ा है कंटेंट सबसे पहले E रजिस्टर पर आएगा और स्टैक प्वाइंटर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो अब स्टैक प्वाइंटर इस लोकेशन और अगले लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है अब उस लोकेशन का कंटेंट कॉपी होकर D रजिस्टर पर जाएगा जो भी कंटेंट यहां पर होंगे वह सारे के सारे D रजिस्टर पर कॉपी हो जाएंगे और तब स्टैक प्वाइंटर इंप्लीमेंट होगा और यह अगले मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट करेगा तो इस तरह से पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है यह महज उसका उल्टा होता है तो यह पुश पॉप इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में कुछ टेंपरेरी वालुज को जमा करने में लाभदायक हो सकते हैं तो अगला सवाल यह कि इस स्टैक का इस्तेमाल कैसे करें तो पुशिंग के दौरान एक स्टैक घटते क्रम में ऑपरेट होता है और उसके बाद स्टाइल स्टोर होता है तो सबसे पहले जैसा कि आप इंस्ट्रक्शंस में देख रहे हैं यह पुश इंस्ट्रक्शन के लिए है तो यह पहले डिक्रिमेंट होगा और फिर कॉपी और फिर से डिक्रिमेंट और फिर कॉपी जबकि पीओपी के केस में पहले यह कॉपी होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुश ऑपरेशन के दौरान स्टैक डिक्रिमेंट होते हुए ऑपरेट होता है और तब स्टाइल को स्टोर करता है स्टैक प्वाइंटर पहले डिक्रिमेंट होता है और तब इनफॉरमेशन स्टैक में जाती है और पॉपिंग के लिए स्टैक ऑपरेटर पहले कॉपी होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट होता है जैसे की यह सारी कॉपी होती है इंक्रीमेंट स्टाइल में जानकारी को स्टैक के सबसे ऊपर से निकाला जाता है और तब प्वाइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है और स्टैक प्वाइंटर हमेशा स्टैक के सबसे ऊपर पॉइंट करता है तो यह स्टैक डाटा के डेफिनेशन से ही पता चल जाता है और 8085 के स्टैक ऑपरेशन में भी इस बात का खास ध्यान रखा जाता है स्टैक एक लिफो के तरीके से कार्य करता है जिसका मतलब है की जो सबसे अंतिम में जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा क्योंकि 8085 कोई इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है तो इसलिए पॉप ऑपरेशन में करने के कम पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा की पुश और पॉप के क्रम एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए ताकि इनफॉरमेशन को वापस उसकी असल जगह पर पहुंचाया जा सके तो हम यहां पर एक प्रोग्राम को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह प्रोग्राम किस जगह से आया है और इस प्रोग्राम का रजिस्टर क्या है तो मान लेते हैं कि इस प्रोग्राम में रजिस्टर BC और DE जोड़ो का इस्तेमाल है तो हम लोग यह चाहते हैं कि जिस भी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया है इनको बुलाने के लिए हम इन को वापस उन्हीं वैल्यूज पर लाना चाहते हैं आगे चलकर जब हम सिस्टम के इंटरप्ट्स को देखेंगे तो इस तरह के सिचुएशन आएंगे तो हम यह चाहते हैं कि इस रूटिंग पर आने से पहले BC और DE कि जो वैल्यू थी वह पहले की तरह ही अपने स्थान पर रिस्टोर हो जाए तो इसीलिए हमें इस रजिस्टर को सेव करना है यहां पर हमारे पास B और D को पुश करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है ताकि हम इन्हें स्टैक पर सेव कर सकें और अंत में हमें इन दोनों के कंटेंट को रिट्रीव करने की जरूरत है जो की 2 और 2 4 रजिस्टर B C D और E है और यह हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसको करने के लिए हमें पॉप इंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ेगा और यह पॉपिंग उलटी दिशा में की जाएगी तो यह पॉप D और पॉप B है तो अगर गलती से हम पहले पॉप B और तब पॉप D दें तो इनका जो कंटेंट है वह उलट जाएगा है ना क्योंकि स्टैक में पहले हमने रजिस्टर B और तब रजिस्टर D को से किया है तो पॉपिंग करने समय सबसे पहले मुझे D को पॉप करना पड़ेगा और आखिर में रजिस्टर B पॉप होगा इसीलिए जिस क्रम में हमने पुश किया है बाहर की तरफ पॉपिंग करने समय हमें इस क्रम को उलट देना है और इसीलिए हम इसे लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर कहते हैं एक और काफी इंटरेस्टिंग रजिस्टर 8085 का है जो की PSW रजिस्टर जोड़ा है मूलतः इस रजिस्टर में एक एकम्युलेटर और स्टेटस वर्ड रजिस्टर होता है हम इसे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या कभी कभी प्रोसेसर स्टेटस वर्ड भी बुलाते हैं यह एकम्युलेटर और फ्लैग मिलकर PSW रजिस्टर बनाते हैं हम PSW रजिस्टर को स्टैक में पुश कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं और उसके बाद इसे स्टैक से बाहर पॉप भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम एक PSW रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद एकम्युलेटर और स्टेटस फ्लैग वापस उसी जगह चले जाते हैं जहां वे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के पहले थे और ऐसा बार बार होता है इसलिए शुरुआत में हम PSW इंस्ट्रक्शन को पुश करते हैं और PSW की तरह इंस्ट्रक्शन हमें शुरुआत और अंत में मिलता है आगे हम एक बहुत जरूरी कांसेप्ट को देखेंगे जिसे सब रूटीन कहा जाता है सब रूटीन एक इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है जिसे हम अलग अलग लोकेशंस पर बार बार इस्तेमाल करते हैं तो बजाय इसके कि हम एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार इस्तेमाल करें हम उन्हें एक ग्रुप में जिसे सब रूटीन कहा जाता है अलग अलग लोकेशन के लिए डाल देते हैं तो यह फंक्शन या प्रोसीजर एक हाई लेवल लैंग्वेज के समान ही है यहां जैसे की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के केस में कुछ चीजों को बार बार करना पड़ता है पर यहां पर हम इसे अलग से रख देते हैं जिसे आप या हम सब रूटीन बुला सकते हैं तो अगर हमारे पास कोई छोटा प्रोग्राम है और हम देखते हैं कि इस पुराण में बहुत सारी चीज एक समान है सिर्फ कुछ पैरामीटर रजिस्टेंस के अलग अलग हैं या ऐसा कुछ तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस पूरे कोड को फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे कोड के कुछ हिस्सों को हम अंत में लगाएंगे चुकी कोड एक समान है इसीलिए कोड को एक बार ही रखें और इसीलिए इससे एकसब रूटीन कहा जाएगा और इस सब रूटीन को हम अलग अलग जगह से कॉल करेंगे इसी तरह से कुछ देर के बाद हमें पुनः इस सब रूटीन को कॉल करना पड़ेगा और इस तरह से हम प्रोग्राम की अधिक लंबाई होने से बच रहे हैं और इसीलिए मैंने इसे केवल दो बार प्रदर्शित किया है तो शायद एक रूटीन की ही जरूरत हमें बार बार पड़े और इस कारण से हम इसे कई बार कॉल करते हैं और यह कई बार कॉपी होता है एक स्ट्रेट लाइन कोड के अंदर तो अगर हम एक सब रूटीन की बात करें तो इस पार्ट को हम काफी हद तक बचा सकते हैं और प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं खासतौर पर एक माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के अंदर चुकी स्पेस को लेकर सवाल रहता है इसलिए प्रोग्राम को छोटा करने से हम काफी स्पेस बचा सकते हैं और यह एक सब रूटीन को काफी खास बनाता है और इसीलिए बजाय इसके की एक ही इंस्ट्रक्शन को हम बार बार रिपीट करें हम उन्हें एक साथ एक ही ग्रुप में डालते हैं जिसे सब रूटीन कहा जाता है और उन्हें हम अलग अलग जगह से कॉल करते हैं एक असेंबली लैंग्वेज में सब रूटीन कोड के अंदर कहीं भी हो सकता है मेरे द्वारा दिया गया उदाहरण में मैंने सब रूटीन को अंत में दिखाया है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आप सब रूटीन को किसी भी जगह पर रख सकते हैं यह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन रीडेबिलिटी पर्पस के लिए इनको प्रोग्राम से अलग रखा जाता है अन्यथा रीडेबिलिटी में परेशानी आ सकती है आगे बढ़ते हैं एक 8085 प्रोसेसर के केस में दो इंस्ट्रक्शन सब रूटीन से डील करते हैं पहले है कॉल इंस्ट्रक्शन जो की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को सब रूटीन तक रीडायरेक्ट करता है और दूसरा है रिटर्न इंस्ट्रक्शन जिसे RET इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं जो एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न करने में सहयोगी है उदाहरण स्वरूप कॉल 4000 hex तो यह सब रूटीन को कॉल करने के लिए है और हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिल गया है तो यह ऐसा है कि यह मेरा में प्रोग्राम है और मन की इसकी मेमोरी लोकेशन 1000 है और इसी तरह से यह आगे बढ़ता है और उसके बाद सब रूटीन जिसकी शुरुआती लोकेशन 4000 है तो इंस्ट्रक्शन के कॉल के लिए यह कॉल 4000 hex है तो यह इंस्ट्रक्शन की साइज 3 बाईट जैसा कि आप समझ सकते हैं की कॉल 1 बाइट का होगा और 4000 hex 2 बाइट की जगह लेंगे सो यह इंस्ट्रक्शन कॉल 3 बाइट का हुआ लोकेशन 2000 2001 और 2002 में इंस्ट्रक्शंस स्टोर हैं और तब जब सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तब इंस्ट्रक्शन लोकेशन 4000 पर चला जाता है अब कोई भी सब रूटीन जो और होता है वह इंस्ट्रक्शन या RET रिटर्न करता है जब भी प्रोसेसर काम करता है तब हमें एक RET इंस्ट्रक्शन मिलता है RET एक 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें केवल OP कोड के पार्ट हैं इसलिए जब RET मिलता है तब प्रोसेसर वापस इस लोकेशन पर आना चाहता है कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद जो की है 4002 इसलिए 4000 4001 और 4002 इन्हें कॉल इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है तो इस तरह से रिटर्न एग्जीक्यूट होता है और यह वापस 4003 पर आने की कोशिश करता है अब सवाल यह है कि यह वापस कैसे आता है प्रोसेसर को यह जानकारी कैसे मिलती है कि उसे कहां जाना है जबकि मैं ऐसी कोई जानकारी उसे नहीं दे रहा हूं इसको असल में एक कॉल मेकैनिज्म के द्वारा पूर्ण किया जाता है खुद को वापस कॉल करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है की रिटर्न ऐड्रेस स्टैक पर पहले से सुरक्षित है तो इसमें कॉल इंस्ट्रक्शन एड्रेस को पुश करता है और कॉल को स्टैक में भेजता है और जैसा कि मैं पहले बताया है की एक कॉल तीन बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है तो ठीक अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 4003 होगा 4003 की वैल्यू को स्टैक में पुश किया जाएगा तो होता ऐसा है कि अगर यह स्टैक है तो वैल्यू 4003 को स्टैक में पुश किया जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं कि यह 40 है जो की एक हायर ऑर्डर बाइट है और 03 जो की एक लोअर ऑर्डर बाइट है इसलिए स्टैक प्वाइंटर अब इस लोकेशन पर पॉइंट करेगा अब यह एक कॉल होगा प्रोग्राम काउंटर वैल्यू रजिस्टर अब 4000 hex से लोड हो जाएगा इस वजह से जो अगला इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा वह 4000 hex से होगा इसके पश्चात यह रिटर्न इंस्ट्रक्शन को खोजेगा और तब स्टॉक के बाहर पॉप करेगा ताकि रिटर्न ऐड्रेस मिल सके तो आईए देखते हैं यह कैसे होता है यह रिटर्न एड्रेस को स्टैक के सबसे ऊपर से निकलेगा और प्रोग्राम काउंटर को रिटर्न एड्रेस के साथ लोड कर देगा और जैसा कि हम जानते हैं की एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर असल में इंस्ट्रक्शन को खोजता है जो की अगले चरण में एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यहां पर हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा जैसे की कॉल इंस्ट्रक्शन रिटर्न ऐड्रेस 2 के मेमोरी लोकेशन पर स्टैक प्वाइंटर के पॉइंट करने से पहले ही आ जाए मतलब हमें स्टैक प्वाइंटर को सही जगह पहुंचाना है वह भी कॉल इंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से पहले 8085 के डिजाइनर ने पहले ही कर रखा है उन्होंने कॉल इंस्ट्रक्शन को इसी प्रकार से एग्जीक्यूट किया है ताकि प्रोग्राम काउंटर वैल्यू स्टैक पर पहले से ही से ही सेव हो जाए अब यदि ऐसा है लेकिन यह स्टैक पॉइंटर आरंभीकरण के संबंध में कुछ नहीं करता है इसलिए यदि गलती से इस स्टैक पॉइंटर में कुछ गलत वैल्यू शामिल है तो प्रोग्राम और प्रोग्राम काउंटर मान उस मेमोरी स्थान पर सहेजे जाएंगे तो इससे यह बहुत कठिन हो जाता है इसलिए यह सुनिश्चित करना उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है कि स्टैक पॉइंटर एक वैध मेमोरी एड्रेस की ओर इशारा कर रहा हो जहां से जिसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है और रिटर्न एड्रेस वास्तव में उस एड्रेस पर सहेजा जा सकता है और बाद में पुनः प्राप्त किया जा सकता है इसलिए कॉल निर्देश निष्पादित होने से पहले कॉल निर्देश को एक कोड में डाल दिया जाता है इसलिए पहले कॉल निर्देश से पहले यदि यह मेरा प्रोग्राम है तो मैं किसी पते पर कॉल कर रहा हूं इसलिए इस कॉल को करने से पहले मैंने इस निर्देश LXI SP को कुछ वैध एड्रेस पर क्रियान्वित किया होगा तो स्टैक के निचले हिस्से को स्टैक पॉइंटर पर लोड किया जाता है स्टैक पॉइंटर को स्टैक के निचले भाग पर लोड किया जाता है जो होना चाहिए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 इसलिए इसमें एक ही सावधानी बरतनी है इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं यदि आप LXI निर्देश निष्पादित नहीं करते हैं तो भी यह कॉल निष्पादित होगी लेकिन रिजल्ट विनाशकारी हो सकता है तो ऐसा हो सकता है कि यह आपके प्रोग्राम के अन्य डेटा के कुछ अन्य मूल्यों को ध्वस्त कर देता है क्योंकि स्टैक पॉइंटर उन मनमाने स्थानों को इंगित करता है और फिर यह इस प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को वहां लिखने की कोशिश करता है इसलिए आपको कॉल निर्देश का उपयोग करने से पहले स्टैक पॉइंटर को सही ढंग से सहेजना होगा इसी तरह रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्टैक के शीर्ष पर 2 मेमोरी स्थानों की सामग्री लेता है और इन्हें रिटर्न एड्रेस के रूप में उपयोग करता है इसलिए आपको सबरूटीन में स्टैक पॉइंटर को संशोधित नहीं करना चाहिए इसलिए यदि सबरूटीन में यदि हम स्टैक पॉइंटर को संशोधित करते हैं तो यह खो जाएगा खैर अगर यह मेरा सबरूटीन है और वहां कहीं मैं स्टैक पॉइंटर मान बदलता हूं तो LXI SP कुछ और है और फिर मैंने रिटर्न डाल दिया तो क्या होगा तो यह होगा कि यह इस स्टैक को लोड करने का प्रयास करेगा यह स्टैक पॉइंटर को लोड करेगा यह कुछ और है तो जब रिटर्न निष्पादित किया जाता है इसलिए यह उस अन्य स्थान से रिटर्न पते प्राप्त करने का प्रयास करेगा न कि उस स्थान से जहां कॉल निर्देश निष्पादित होने के दौरान यह रिटर्न पता स्टैक में सहेजा गया था इसलिए आपको सबरूटीन में स्टैक पॉइंटर को संशोधित नहीं करना चाहिए अन्यथा हम रिटर्न एड्रेस वैल्यू को खो देंगे ऐसे में हमें सावधान रहना होगा तो आप इस स्टैक का उपयोग किसी सबरूटीन में डेटा पास करने के लिए भी कर सकते हैं तो असेंबली भाषा प्रोग्राम में इसलिए हम रजिस्टरों के माध्यम से डेटा को सबरूटीन में भेज सकते हैं जो कि एक संभावना है तो इस डेटा को प्रोग्राम को कॉल करके रजिस्टरों में से एक में संग्रहीत किया जाता है और सबरूटीन रजिस्टर से वैल्यू का उपयोग करता है इसलिए उदाहरण के लिए कॉलिंग प्रोग्राम को कॉल करके यदि इसे पास करना है और 8 बिट मान है तो हो सकता है कि यह मान को B रजिस्टर में सहेजे और फिर सबरूटीन को कॉल करे और सबरूटीन में हम पारित वैल्यू प्राप्त करने के लिए B रजिस्टर तक पहुंचते हैं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 तो आप कुछ को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं कुछ पैरामीटर को होल्ड कर सकते हैं जिन्हें आप सबरूटीन में पास करना चाहते हैं लेकिन चूंकि रजिस्टरों की संख्या सीमित है और उनका उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है इसलिए यह बेहतर है कि हमारे पास कुछ विकल्प हों और वह विकल्प स्टैक के माध्यम से है यदि डेटा की तुलना में मेमोरी बहुत बड़ी है तो किसी प्रोग्राम की डेटा स्पेस आवश्यकता के लिए प्रोग्राम की स्पेस आवश्यकता होती है इसलिए हम इस पैरामीटर के स्थानांतरण के उद्देश्य से इस स्टैक का उपयोग कर सकते हैं तो प्रोग्राम क्या करता है इस डेटा की सामग्री को एक रजिस्टर पर संग्रहीत करने के लिए कॉलिंग प्रोग्राम क्या करता है यह सामग्री को मेमोरी स्थान में संग्रहीत कर सकता है और सबरूटीन स्थान से डेटा को फिर से करेगा और इसका उपयोग करेगा तो यह संभव है तो इस तरह से हम कुछ मेमोरी लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं और उस ऑपरेशन को कर सकते हैं अब यदि कोई सबरूटीन रजिस्टर की सामग्री पर संचालन करता है और फिर इन संशोधनों को सबरूटीन से लौटने पर कॉलिंग प्रोग्राम में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो इसे संदर्भ द्वारा कॉल कहा जाता है और यदि यह वांछित नहीं है तो सबरूटीन को प्रविष्टि पर स्टैक पर आवश्यक सभी रजिस्टरों को पुश करना चाहिए और वापसी पर उन्हें पीओपी करना चाहिए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 तो हमारा मतलब यह है कि मान लीजिए कि मेरा सबरूटीन ठीक है तो मेरे पास एक सबरूटीन है जहां ऐसा है यह मेरा सबरूटीन है और वहां मैं इस तरह के रजिस्टरों का उपयोग कर रहा हूं कोड के इस भाग में मैं रजिस्टर बी सी एच और एल का उपयोग कर रहा हूं अब क्या हो सकता है ये संशोधन कब किये जाते हैं तो ऐसा है यदि यह मुख्य प्रोग्राम है जहाँ से मैं इस सबरूटीन को कॉल कर रहा हूँ तो यहां एक कॉल निर्देश है जो वास्तव में इस सबरूटीन को कॉल करता है और यहीं कहीं मुझे रिटर्न मिला है तो यह इस बिंदु पर वापस आएगा अब यदि यह सबरूटीन इस बी सी एच एल रजिस्टरों को संशोधित करता है तो एक बार जब आप यहां वापस आते हैं तो आप देखेंगे कि यह सभी बी सी एच एल संशोधित हैं तो यहां इस बी सी एच एल रजिस्टर का मान जो भी हो इसलिए उन्हें सबरूटीन द्वारा संशोधित किया जाता है इसलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं तो शायद यहB C H L में कुछ गणना कर रहा है रजिस्टरों में मूल्यों को पंजीकृत करें और फिर कॉलिंग प्रोग्राम को उन मूल्यों की आवश्यकता होती है तो यह एक संभावना है दूसरी संभावना यह है कि यहB C H L इसलिए उन्हें इस सबरूटीन द्वारा कॉलिंग द्वारा कुछ अस्थायी स्टोरेज के रूप में उपयोग किया गया था और मूल प्रोग्राम के उन रजिस्टरों के वैल्यू को उन्हें नहीं करना चाहिए था संशोधित किया जाए तो उस उद्देश्य के लिए हमें 2 प्रकार की स्थिति मिली है एक है मूल्य के अनुसार कॉल दूसरी है संदर्भ के अनुसार कॉल इसलिए मूल्य के आधार पर कॉल के मामले में मूल रजिस्टर प्रभावित नहीं होने चाहिए मूल रजिस्टर प्रभावित नहीं होने चाहिए तो यह वह स्थिति है जिसके बारे में मैं दूसरे मामले में बात कर रहा था यानी यहां बी सी एच एल का मान जो भी हो तो वह परेशान नहीं होना चाहिए और संदर्भ द्वारा कॉल का मतलब है कि मूल रजिस्टर प्रभावित होना चाहिए वे प्रभावित होना चाहिए अब संदर्भ कार्यान्वयन द्वारा कॉल का दूसरा भाग बहुत सरल है इसलिए आपको बी सी एच एल के वैल्यू को पुनर्स्थापित करने के लिए कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यह बी सी एच एल कंटेंट खो न जाए तो आपको वैल्यू के आधार पर कॉल करना होगा फिर इस सबरूटीन के पहले कुछ निर्देश यह होने चाहिए कि B को पुश करें और H को पुश करें इसलिए वे उन 2 रजिस्टरों को सहेजेंगे और ऐसा करने से पहले अनुदेश लौटा दें तो मुझे उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए इसलिए मुझे वापसी से पहले पॉप H और पॉप B जैसे निर्देश का उपयोग करना चाहिए ताकि वैल्यू रिस्टोर हो सके तो बी सी एच एल रजिस्टर की ओरिजिनल कंटेंट खोए नहीं तो इस तरह हम स्टैक का उपयोग करके इस कॉल को मूल्य द्वारा और संदर्भ प्रकार के कार्यान्वयन द्वारा कॉल कर सकते हैं इसलिए यदि सबरूटीन रजिस्टरों की सामग्री को निष्पादित करता है तो इन संशोधनों को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा उन्हें सबरूटीन से लौटने पर कॉलिंग प्रोग्राम में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो यह संदर्भ द्वारा कॉल है और यदि यह वांछित नहीं है तो सबरूटीन को सभी रजिस्टरों को पुश करना चाहिए इसे प्रविष्टि पर स्टैक पर रखना होगा और वापसी पर उन्हें पॉप करना होगा तो कॉलिंग प्रोग्राम में निष्पादन के वापस आने से पहले यह मूल मान बहाल हो जाते हैं अब पुश और पॉप जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पुश और पॉप का उपयोग विपरीत क्रम में किया जाना चाहिए जिस क्रम में आप रजिस्टरों को पुश करते हैं आपको पॉप को विपरीत क्रम में करना चाहिए और जितने पुश हैं उतने ही पॉप होने चाहिए ठीक है इसलिए उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए जब ये देखते हैं तो पुश की संख्या 4 होती है और पॉप की संख्या तीन होती है इसका मतलब है स्थिति इस प्रकार है कि जब आप एक सबरूटीन को कॉल कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पहले यदि रिटर्न पता स्टैक पर सहेजा जाता है तो PC उच्चऔर PC कम इसलिए यदि आप स्टैक के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो यह इस प्रकार है कि पहले PC हाई को संग्रहीत किया जाएगा फिर PC लो को संग्रहीत किया जाएगा और फिर अगर आप कहते हैं कि मैं इस रजिस्टर B और C को पुश करूंगा तो C रजिस्टर B रजिस्टर यहां सेव हो जाएगा फिर C रजिस्टर यहां सेव हो जाएगा फिर अगर मैं E और E को पुश करूंगा तो E रजिस्टर यहां सेव हो जाएगा और D रजिस्टर सेव किया जाएगा क्षमा करें डी रजिस्टर यहां सेव किया जाएगा और E रजिस्टर यहां सेव किया जाएगा अब पॉप करते समय स्वाभाविक रूप से जब आप ऐसा वापस कर रहे हों तो यह वांछनीय है कि जब आप स्टैक वापस कर रहे हों तो स्टैक से सब कुछ मिटा दिया गया हो और स्टैक को यह PCL और PC 2 सबसे शीर्ष प्रविष्टियाँ हो तो अगर पॉप और पुश की संख्याओं में मिसमैच होता है जैसे कि मैं अभी इन 2 को पॉप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके पॉप करवाया और इसके बाद कोई और पॉप नहीं हुआ तो स्टैक के टॉप पर असल में पुरानी रेजिस्टर वैल्यू B और C है अब अगर रिटर्न करेंगे तब C रेजिस्टर वैल्यू PC लो में जाएगी और भी रजिस्टर की वैल्यू PC हाई में जाएगी जो कि खतरनाक है यह आपके प्रोग्राम को किसी अन्य दिशा में ले जाएगा और वहां नहीं जहां की सब रूटीन के हिसाब से जाना था तो यह RET स्टेटमेंट गलत इनफार्मेशन उठा लेगा स्टैक के ऊपर से और प्रोग्राम फेल हो जाएगा और इसीलिए लूप के अंदर पुश या पॉप करना सही नहीं है क्योंकि कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है की कितने पुश और पॉप होंगे और वह क्या वास्तव में संतुलन में रहेंगे या नहीं क्योंकि पुश और पॉप की अंतिम इटरेशन आमतौर पर बिना बॉडी को एग्जीक्यूट किए हुए आती है तो इन मामलों में पुश और पाप को मैच करना मुश्किल हो जाता है तो अगर हम लूप के बाहर इंस्ट्रक्शन को पुश या पॉप करने की कोशिश करें तो यह बहुत जरूरी है कि हम इसे लूप की बॉडी के अंदर ही रखें और तब इस बात का खास ध्यान रखें कि इससे बॉडी की शुरुआत में रखा जाए और इसे बॉडी के अंत में पॉप आउट किया जाए नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉप एग्जीक्यूट ही ना हो इस प्रकार हमें कुछ और पॉप के साथ सब रूटीन को लिखते समय खास ख्याल रखना होगा